नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है अभी तक हम लोग लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन को देख रहे हैं और हमने वेक्टर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन के लिए लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को सरल बना लिया है हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है ताकि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट ऑफ वेक्टर पैरामीटर H bar निकाल सके और अंत में हम चाहते हैं लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंटशिएट करना और उसे 0 के बराबर रखना ताकि हम मिनिमम निकाल सकें हम वेक्टर डेरिवेटिव या ग्रेडियंट की व्याख्या कर चुके हैं और हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी फंक्शन F जो कि किसी वेक्टर पैरामीटर H bar का फंक्शन है जिसका मतलब अगर मेरे पास F ऑफ H bar dow F है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव d जो दिया जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर H के वेक्टर के द्वारा तो हमारे पास यहां क्या है यह एक वेक्टर डेरिवेटिव है और हम पहले ही साबित कर चुके हैं इस फंक्शन का गुण जोकि बताता है की C bar ट्रांसपोज H bar जो बराबर है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन H bar ट्रांसपोज C barऔर जो बराबर है वेक्टर C bar के ठीक है तो यह गुण हम पहले से ही साबित कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर डेरिवेटिव d dF विद रिस्पेक्ट टू dH bar ऑफ फंक्शन ऑफ वेक्टर H bar तो चलिए हम देखते हैं दूसरे फंक्शन को जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्म कहा जाता है और जो दिया जाता है निम्नलिखित रुप में अगर मेरे पास वेक्टर H bar है तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म F ऑफ H bar से बताया जाएगा और यह बराबर होगा H bar ट्रांसपोज P H bar के यहां पर यह एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगा P एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है और P बराबर है P ट्रांसपोज के मुझे इसे डिफरेंटशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू H bar जिसका मतलब डेरिवेटिव H bar ट्रांसपोज P H bar विद रिस्पेक्ट टू H bar है मैं इसे निम्नलिखित रुप से कर सकता हूं मैं डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल का उपयोग कर सकता हूं मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं डेरिवेटिव की गणना के लिए डेरिवेटिव ऑफ H bar ट्रांसपोज की गणना के लिए सबसे पहले H bar ट्रांसपोज को एक कांस्टेंट मान लेते हैंजिसका तात्पर्य है कि H bar ट्रांसपोज एक कांस्टेंट है इसलिए यह लिखा जाएगा H bar ट्रांसपोज PH bar का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H bar H bar ट्रांसपोज PH bar ऑफ H bar विद रिस्पेक्ट टू H bar यहां पर H bar r ट्रांसपोज एक कांस्टेंट है तो मूलतः यह C bar है और यह है आपका C bar ट्रांसपोज और हम पहले भी देख चुके हैं की H bar ट्रांसपोज C bar और कुछ नहीं परंतु C bar ही है तो यह P टाइम H bar डेरिवेटिव ऑफ C bar ट्रांसपोज H bar भी C bar ही होगा जिसका मतलब H bar ट्रांसपोज P होल ट्रांसपोज जो बराबर है P H bar P ट्रांसपोज H bar के और जो कि बराबर होगा P P ट्रांसपोज H bar के पर यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है की P मैट्रिक्स सिमिट्रिक है इसका मतलब P बराबर है P ट्रांसपोज के इसलिए यह 2 P टाइम H bar होगा तो डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म H bar ट्रांसपोज P H bar विद रिस्पेक्ट टू H bar और कुछ नहीं 2 P टाइम H bar होगा तो यह एक और नतीजा है जो हमने प्राप्त किया है की वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ H bar ट्रांसपोज P H bar विद रिस्पेक्ट टू H bar 2 P H bar है एक सिमिट्रिक मैट्रिक्स P के लिए यहां मैट्रिक्स P बराबर है P ट्रांसपोज के अब हमारे पास नतीजे हैं और हम लाइक्लीहुड को डिफरेंसिएट करेंगे या लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे हम इसे मिनिमाइज करेंगे ताकि पैरामीटर वेक्टर H bar का एस्टीमेट निकाला जा सके हम पहले के अध्याय में देख चुके हैं याद कीजिए हमने लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को सरल बनाना देखा था की लिस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन सरल करने पर Y bar ट्रांसपोज Y bar 2H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y bar H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज X टाइम X bar के बराबर होता है और अगर आप से देखें चलिए हम इस X ट्रांसपोज Y bar को वेक्टर C bar की तरह मान लेते हैं और X ट्रांसपोज X जो कि एक सिमिट्रिक मैट्रिक्स है तो यह P है तो यह आपका फंक्शन है अगर इसे हम फंक्शन H bar लें तो याद कीजिए वही फंक्शन है जिसे हम डिफरेशिएट करना चाहते हैं तो dF ऑफ H bar जहां पर F आपका लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन है dF ऑफ H bar विद रिस्पेक्ट टू dH bar बराबर होगा d ऑफ Y bar ट्रांसपोज Y bar विद रिस्पेक्ट टू H bar 2 d H bar ट्रांसपोज X टाइम्स ट्रांसपोज Y bar विद रिस्पेक्ट टू dH bar डेरिवेटिव ऑफ H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज XH bar विद रिस्पेक्ट टू H bar के और अगर अब आप इसे देखें यह क्वांटिटी Y bar आपके H bar पर निर्भर नहीं करती Y bar ट्रांसपोज Y bar तो यह क्वांटिटी 0 होगी अब यह क्वांटिटी H bar ट्रांसपोज C bar इसका डेरिवेटिव बराबर होगा X ट्रांसपोज Y bar के और यह क्वांटिटी यहां पर H bar ट्रांसपोज P टाइम्स H bar जिसका तात्पर्य है कि यह डेरिवेटिव 2P के बराबर है मतलब X ट्रांसपोज X टाइम्स H bar जिसका मतलब है कि डेरिवेटिव को इस तरीके से भी सरल किया जा सकता है डेरिवेटिव इक्वल 0 2 X ट्रांसपोज X H bar जिसे हम रखेंगे 0 के बराबर याद रखिए हमें इसे डिफरेशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू H bar और फिर इसे 0 के बराबर रख देना है ताकि कॉस्ट फंक्शन का मिनीमा निकाला जा सके यह पैरामीटर वेक्टर H bar और यहां इसका डेरिवेटिव 0 है जोकि लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन से संबंधित है और साथ ही मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट ऑफ पैरामीटर वेक्टर H bar से भी संबंधित है तो मूलतः यहां हम इसे 0 के बराबर रख रहे हैं ताकि मिनिमम या मिनीमा निकाला जा सके चलिए इसे रखते हैं इस तरह लीस्ट स्क्वेयर के मिनीमा को निकालने के लिए जहां LS आपका कॉस्ट फंक्शन है और यह बताता है कि 2 X ट्रांसपोज Y bar बराबर है X ट्रांसपोज X टाइम H bar और अब आप देख पाएंगे एक सुंदर रिलेशन जो बताता है की मिनिमम प्राप्त किया जा सकता है जब H bar बराबर होगा मैट्रिक्स X ट्रांसपोज XHX इन्वर्स टाइम X ट्रांसपोज Y bar तो मैट्रिक्स X ट्रांसपोज X इसमें X एक N x Mहै इसलिए X ट्रांसपोज X एक M x M मैट्रिक्स है जो कि 1 स्क्वेयर मैट्रिक्स है और अगर यह इनवर्टिबल है यह N x है यह M x है X ट्रांसपोज X एक M x M स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर यह इनवर्टिबल है तो मैं इसे बाएं और ले चलता हूं इसलिए अब मेरे पास होगा H bar जो बराबर होगा X ट्रांसपोज X इन्वर्स टाइम X ट्रांसपोज Y के यह H bar की वैल्यू होगी जहां पर डेरिवेटिव ऑफ लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन 0 है इसलिए यह लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन का मिनीमा है इसीलिए H bar कि यह वैल्यू लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करती है और तभी यह मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है मैं इसे H hat से दर्शाता हूं इसलिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट जोकि H hat है पैरामीटर वेक्टर Hbar का H hat जोकि बराबर होगा X ट्रांसपोज के या मैं से साफ तौर पर कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं एक दूसरे रंग से इसे दर्शाता हूं H hat बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar के यह आपका लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट है यह ML एस्टीमेट है जो लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट कहलाता है और यहां पर यह LS एस्टीमेट या लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट भी कहलाता है इसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट या चैनल वेक्टर H bar का मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट भी कहा जा सकता है यहां पर LS का मतलब लीस्ट स्क्वेयर है जैसा कि हम कह चुके हैं यह लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन है ऐसे ही लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट ऑफ चैनल वेक्टर H bar भी कह सकते हैं चलिए अब हम इस मैट्रिक्स केएक और दिलचस्प गुण के बारे में जानते हैं अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें यह मैट्रिक्स जोकि फंक्शन ऑफ X है जोकि है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स को सुडो इन्वर्स कहते हैं और यह होगा तब भी अगर N 1 स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है सिर्फ एक ही स्थिति हो सकती है जब X ट्रांसपोज X इनवर्टिबल होगा यह नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी होगा X यहां पर हमारा पायलट मैट्रिक्स है यह एक N x M मेट्रिक है तो यह एक पायलट मैट्रिक्स जोकि N x M है और यहां जरूरी नहीं की N और M बराबर हो हमारे पास हो सकते हैं कई सारे पायलट वेक्टर या ऑब्जरवेशन इसका मतलब N बड़ा होगा M से और यही हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस याने पायलट ऑब्जर्वेशन हो जितने ज्यादा संभव हो सके उतने पायलट ऑब्जर्वेशन हो यहां इस संबंध में हम मान रहे हैं की N जो कि बड़ा है M से और इसलिए अब हम दिखा रहे हैं अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें जो है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज टाइम X जहां X आपका पायलट मैट्रिक्स टाइम मैट्रिक्स X है इसे देखें हमारे पास X ट्रांसपोज X है जो कि एक आईडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो हमारे पास है X जो जरूरी नहीं कि 1 स्क्वायर मैट्रिक्स हो X यहां एक N x M मैट्रिक्स है जिसमें N बड़ा है M से यहां पर N पायलट ऑब्जर्वेशन की संख्या है और M अननोन पैराबचके रहना रे बाबामीटर्स की संख्या है तो वास्तविकता में हम चाहते हैं की N जितना संभव हो सके ज्यादा हो और जिसका मतलब है कि वेक्टर X या मैट्रिक्स X मैं रोज की संख्या ज्यादा होगी अर्थात रोज की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ी होगी ठीक है यहां पर हमने एक परिदृश्य का विचार किया जिसमें N M से बड़ा है याद रखिए N पायलट की संख्या है और M वेक्टर पैरामीटर में पैरामीटर की संख्या के बराबर है यह आपका H1 H2 up to HM और हम चाहते हैं कि N बड़ा हो या बराबर हो M से और याद रखिए अगर N बड़ा हो या बराबर हो M के तो हमारा X मैट्रिक्स N x M होगा और इसे थिन मैट्रिक्स कहते हैं बोलचाल की भाषा में इस मैट्रिक्स को पतला मैट्रिक्स कहते हैं जिसका तात्पर्य रोज की संख्या कॉलम की संख्या से कहीं ज्यादा होती है इसका मतलब N बड़ा होता है M से एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसलिए इनवर्टिबल नहीं है या इसका कोई इन्वर्स नहीं है याद रखिए सिर्फ एक स्क्वेयर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हो सकता है अगर N M से बड़ा है तो X एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इन्वर्स नहीं हो सकता तो इस पतले मैट्रिक्स जिसमें N बड़ा होगा M से का इन्वर्स नहीं हो सकता हालांकि अगर आप इसे देखें X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज टाइम X इक्वल आइडेंटिटी तो यह मैट्रिक्स एक सुडो इन्वर्स की तरह कार्य करता है यह इन्वर्स नहीं है परंतु इन्वर्स की तरह कार्य करता है इसीलिए इसे सुडो इन्वर्स कहते हैं और साथ ही इसे लेफ्ट इन्वर्स आप X भी कहते हैं जब इस मैट्रिक्स को बाएं और X गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगा आईडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए इसे लेफ्ट इन्वर्स भी कहते हैं तो चलिए हम इसका साथ देखते हैं मेरे पास यह क्वांटिटी है जोकि सुडो इन्वर्स कहलाती है या लेफ्ट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स X भी कहलाती है ठीक है तो यह है लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट तो हमने इस अध्याय में देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन के बारे में हमने लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन के वेक्टर डेरिवेटिव का विचार किया जो हमें डिफरेंटशिएट करने के बाद मिला हमने उस वेक्टर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और पैरामीटर वेक्टर H bar की वैल्यू को निकाला जहां पर यह डेरिवेटिव 0 है अन्य शब्दों में कहें तो जहां लीस्ट स्क्वेयर्स फंक्शन मिनिमम है तो मूल रूप से हमने क्या दिखाया X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar जहां X पायलट मैट्रिक्स है Y bar ऑब्जर्वेशंस है और यह हमें देता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट चुकी यह लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन का मिनीमा बताता हैयह मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट है क्योंकि लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है यह लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट भी कहलाता है यह लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर वेक्टर H bar है याद रखिए पैरामीटर वेक्टर H bar एक मल्टी एंटीना सिस्टम के चैनल को एफिशिएंट के वेक्टर से संबंधित हैऔर यहीं से हमने शुरू किया था इसमें मूल रूप से चैनल कोएफिशिएंट का वेक्टर होता है जोकि संबंधित होता है मल्टी एंटीना ट्रांसमिशन परिदृश्य से जहां पर बेस स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा होता है मोबाइल की ओर और जहां पर बेस स्टेशन पर M एंटीना होते हैं और मोबाइल पर एक सिंगल एंटीना होता है H1 H2 HM चैनल कोएफिशिएंट होते हैं इन M एंटीना के और यह देते हैं लीस्ट स्क्वेयर या मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट ऑफ पैरामीटर वेक्टर H bar जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड तो अब हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट के अन्य गुणों की चर्चा आने वाले अध्याय में करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद